प्रश्नावली और फॉर्म डिजाइन के सत्र में आपका स्वागत है दोस्तों पिछला सत्र स्केल की विकास प्रक्रिया के साथ समाप्त हुआ जहां मैंने बताया कि स्केल की भूमिका क्या है स्केल कैसे महत्वपूर्ण है और आपको स्केल कैसे विकसित करना चाहिए इसलिए स्केल के विकास के संबंध में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में हमारे पास मूल रूप से प्रयोगशाला नहीं है हम इसे नहीं करते हैं हम जनता या उत्तरदाता अधिकार से डेटा एकत्र करते हैं तो हम डेटा को इस तरह से कैसे इकट्ठा करते हैं कि इसमें बहुत कम त्रुटि होनी चाहिए एक महत्वपूर्ण सवाल प्रश्नावली डिजाइन सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में एक शोध प्रक्रिया का हिस्सा है इसलिए मैं वास्तव में क्या और क्यों कह रहा हूं यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको लगता है कि यदि आपके पास एक प्रश्नावली है तो एक प्रश्नावली है एक शोधकर्ता के अधिकार के रूप में आपके दिमाग में आप अपने सवालों के सभी जवाबों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं मान लीजिए कि आप कुछ निश्चित उद्देश्य हैं ठीक है इसलिए हम 123 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैं अब जवाब पाने के लिए इन उद्देश्यों के लिए आप प्रश्न सही पूछ रहे हैं अब अलग तरीको से प्रश्न पूछे जा सकते हैं यदि आप प्रश्नावली डिजाइन करने में बहुत गंभीर नहीं हैं तो कभी कभी आप 1 और 2 माप सकते हैं लेकिन 3 से चूक गए आप उद्देश्य 3 या से संबंधित प्रश्न नहीं पूछेंगे आपने एक तरह से पूछा जो बहुत जटिल है यह जनता के लिए बहुत स्पष्ट नहीं है वह इसे नहीं समझ रहा है या यह ऐसा हो सकता है कि आपने 1 2 3 से आगे पूछा है आपने कुछ और प्रश्न पूछे हैं जो 4 या 5 उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन यह 4 और 5 उद्देश्य आपके मूल शोध अध्ययन का हिस्सा नहीं है इसलिए सावधान रहना होगा क्योंकि हर किसी की यह मानवीय आदत है जैसे हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं वैसे हम अपने मूल विचारों से प्यार करते हैं हमें लगता है कि यह बहुत अच्छा है और बहुत महत्वपूर्ण हैलेकिन ऐसा नहीं है आपको अलग नजरिए से देखना होगा मान लीजिए कि यह एक प्रश्न होना चाहिए आपका उद्देश्य होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि वहाँ एक संतुलन होना चाहिए आप इस सीमा को पार नहीं कर सकते आपको इस सीमा के भीतर ही रहना होगा क्योंकि ऐसा है हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो कई सवाल हो सकते हैं जिन्हें जोड़ा जा सकता है वे हो सकते हैं आपके विषय से संबंधित है लेकिन यह आपके शोध का उद्देश्य नहीं है इसलिए कृपया सावधान रहें अपने विचारों से इतना प्यार मत करो कि एक जाल में फंस जाओ यह बहुत महत्वपूर्ण है अब एक प्रश्नावली डेटा संग्रह के लिए एक संरचित तकनीक है जिसमें लिखित या मौखिक प्रश्न कि श्रृंखला होती है जिसमें प्रतिवादी उत्तर देता है प्रश्नावली जो अब तक विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में विकसित की है पहले या दूसरे प्रयास में एक प्रश्न प्रश्नावली को सही ढंग से विकसित करना असंभव है कोई भी पहली बार मैं सही नहीं हो सकता है इसलिए हर बार जब आप इसे करते हैं तो आप इसे किसी को दिखाते हैं प्रश्नावली में एक कमजोरी है क्योंकि आपने प्रश्नावली तैयार की एक बार जब आप बाजार में उत्तरदाताओं से डेटा एकत्र कर लेते हैं फिर आप वापस नहीं जा सकते हैं प्रक्रिया आपको फिर से करने या खोलने की कोई संभावना नहीं है तो यह केवल एक बार किया जाना है इसलिए जब इसे एक बार करना हो तो कृपया अत्यंत सावधानी बरतें कि आप एक बहुत खराब प्रश्नावली को दूर करें प्रश्नावली सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नों का औपचारिक सेट है अब इन उद्देश्यों को क्या वह सही सोच रहे हैं तो उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नावली को कैसे डिजाइन करना चाहिए इसके लिए आवश्यक जानकारी का अनुवाद करना चाहिए विशिष्ट प्रश्नों के एक सेट में जो उत्तरदाता कर सकते हैं और उत्तर देंगे दो चीजें होनी चाहिए यदि आप मुझसे जैव प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ कहते हैं तो मैं इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हूं अंतरिक्ष अनुसंधान मैं आपको सही उत्तर देने में सक्षम नहीं हो सकता यहां पर दो प्रकार की चीजें हैं पहली क्या वह उत्तर दे सकता है और दूसरी क्या वह अपनी निजी व्यक्तिगत जानकारियां आपको देगा मैं नहीं कर सकता तो आप उनकी व्यक्तिगत बातों का कैसे पता लगा सकते हैं इसके लिए एक शैली है वहां आपको अपने तर्क और मस्तिष्क का उपयोग करना होगा इसके लिए प्रश्न घुमा कर पूछे जा सकते हैंऔर उत्तर दाता तैयार हो जाए आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए एक प्रश्नावली साक्षात्कार को पूरा करने मैं सहयोग करने के लिए उत्तरदाताओं को उत्थान प्रेरित और प्रोत्साहित करनीवाली होनी चाहिए जिससे वे साक्षात्कार में शामिल हो अधिकतर उत्तरदाताओं अधिकांश प्रश्नावली जिन्हें मैं देखता हूं मुझे लगता है कि वे इतने सुस्त और उबाऊ हैं वे दिखाते हैं कि मुझे प्रश्नावली देखने में भी दिलचस्पी नहीं है कोई भी व्यक्ति प्रतिवादी को सही भरने के लिए बाध्य नहीं कर सकता ऐसा नहीं है कि कोई कानूनी बंधन नहीं है इसलिए मैं आपको सही जवाब नहीं दे सकता इसलिए आपको उत्तरदाताओं जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और यह प्रतिक्रिया त्रुटि को कम करना चाहिए ताकि प्रतिक्रिया त्रुटि न्यूनतम हो इसलिए हमारी कक्षाओं में प्रतिक्रिया त्रुटि पहले से ही चर्चा की सही तो प्रक्रिया क्या हैं आइए देखें कि कैसे शुरू करें एक प्रश्नावली डिजाइन पहले आवश्यक जानकारी निर्दिष्ट करें हमेशा जब भी आप ड्रा करते हैं तो अंतिम उत्तरदाता को देने से पहले आप एक प्रश्नावली बनाते हैं कृपया प्रत्येक पृष्ठ की शुरुआत में अध्ययन के अपने उद्देश्य को लिखें इसलिए ऑब्जेक्टिव लिखिए इसलिए यह मेरा उद्देश्य है चलो ठीक है मान लो तुम्हारे पास है यह पृष्ठ आपके पास है पृष्ठ 1 है आप पृष्ठ 2 पर गए हैं कृपया फिर से यह लिखें कि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ट्रैक पर रहेगा यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप जानते हैं कि आप कह सकते हैं कि आलस्य या कोई ऐसी चीज जो आप वापस नहीं जाना चाहते हैं और इसे तब देखें क्योंकि आप इस प्रक्रिया में हैं प्रश्नावली बनाने में अत्यधिक शामिल होना एक संभावना है एक मौका है कि हो सकता है कि आप उद्देश्य से हटाए गए डायवर्ट को जान लें आपके साक्षात्कार का तरीका क्या है आप कैसे प्राप्त करना चाहते हैं आप किस प्रकार का साक्षात्कार चाहते हैं आप अपने डेटा को कैसे इकट्ठा करना चाहते हैं यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एक तरह है यह टेलिफोनिंग साक्षात्कार क्या आप एक से एक व्यक्तिगत करना चाहते हैं क्या आप इसे मेल माध्यम से भेजना चाहते हैं आप इसे हर भिन्न मोड के साथ कैसे करना चाहते हैं यह निर्धारित करना है व्यक्तिगत प्रश्नों की सामग्री इसलिए सामग्री क्या है इसलिए हमने या हमने पिछले सत्र में हमने आइटम के बारे में चर्चा की थी इसलिए वह कौन सी आइटम बनने जा रही है सही है प्रत्येक प्रश्न एक आइटम की तरह है प्रतिवादी को जवाब देने में असमर्थता और अनिच्छा दूर करने के लिए प्रश्न को डिज़ाइन करें इसलिए आपको इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि प्रतिवादी की असमर्थता और जवाब देने की अनिच्छा नहीं होनी चाहिए संरचना क्या है अब संरचना यह हो सकती है कि यह बहुत लंबा है इसे प्रच्छन्न किया जाना चाहिए और यह सीधा होना चाहिए तो आप इसे कैसे बनाए रखना चाहते हैं हम उनमें से प्रत्येक को अब सवाल उठाते हुए देखेंगे कृपया कृपया कभी भी अपनी क्षमता को जानने के लिए अपनी अंग्रेजी या भाषा दिखाने की कोशिश न करें एक प्रश्नावली पर अच्छे शब्द या कुछ बोलना बहुत सरल होना है और केवल उन उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए जो सही है आदेश देना हम किसी आदमी का सिर उसके पेट के ऊपर नहीं रख सकते उसके सिर पर पेट हम उस तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं भगवान ने इस तरह से बनाया है कि यह एक तार्किक प्रवाह में है इसलिए प्रश्नावली में हो ताकि लेआउट कैसे हो क्या आप लेआउट रखना चाहते हैं और फिर आप बड़ी संख्या में प्रश्नावली बनाते हैं तो चलिए शुरू में देखते हैं कि बेसिक सुनिश्चित है कि आवश्यक जानकारी निर्दिष्ट करें इसलिए समस्याओं के घटकों की समीक्षा करें और विशेष रूप से अनुसंधान के दृष्टिकोण पर सवाल उठाता हैऔर आवश्यक परिकल्पना जानकारी के निर्दिष्ट विनिर्देश शोधकर्ता को इसके साथ शुरू करना होगा मुझे क्या समझने की आवश्यकता है या मुझे किन उद्देश्यों की आवश्यकता है मिलते हैं इसलिए मेरे सवालों के अनुसार मुझे उन उत्तरों को सही देना होगा इसलिए जैसा कि मैंने कहा विधि प्रश्नावली के डिजाइन और रूप को प्रभावित करती है यह है आइए देखें कि यह वहां है या नहीं उदाहरण के लिए किसी ने पूछा कि ठीक स्टोर की संख्या है यह स्टोर ठीक है अब मान लीजिए कि वह कहता है कि यह 1 ठीक है और 2 10 में से वह अब मिल गया है मान लीजिए कि हम कहते हैं कि यह एक है कहते हैं कि 2 ठीक है तो फिर से उसे एक बनाना होगा शेष 8 वस्तुओं में से परिवर्तन ठीक है जो तीसरा होने जा रहा है शेष 7 वह फिर से एक परिवर्तन करता है जिसमें सबसे ऊपर 4 है ऐसा करते समय यह केवल तभी संभव है जब आपके सामने प्रश्नावली हो यह संभव नहीं है यदि आप टेलीफोन पर सवाल पूछते हैं तो व्यक्ति को याद नहीं कर सकते उसे इतना याद करने की उम्मीद नहीं करते इसलिए मेल या इलेक्ट्रॉनिक प्रश्नावली मूल रूप से या व्यक्तिगत रूप से भी उपयोग कर सकते हैं अब आप इलेक्ट्रॉनिक प्रश्नावली देखते हैं ईमेल और इंटरनेट प्रश्नावली के प्रश्न एक जैसे हैं वे कहते हैं कि प्रश्नावली प्रतिवादी द्वारा स्व प्रशासित है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति की तरह प्रतिवादी आधार जानते हैं इसी तरह यहाँ प्रतिवादी का अपना समय और स्थान होता है और वह ऐसा कर सकता है या नहीं दूसरी ओर टेलिफोनिक प्रश्नावली कुछ ऐसा है जैसे आम तौर पर हमें कॉल मिलता है आप कॉल सेंटर और सभी को जानते हैं हम आपके बारे में हमारी उत्पाद पर राय जानना चाहते हैं आप हमारे उत्पाद और सभी के बारे में कितने खुश हैं इसलिए वे हमें किसी विशेष पैमाने पर पूछते हैं मान लीजिए कि या तो कंपनी ब्रांड है या कोई खास विशेषता यह बताती है कि आप हमारी सेवा से कितने खुश हैं हम कहते हैं कि हमारे मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी का कहना है कि आप मोबाइल कनेक्शन के बारे में जानते हैं या मान लें कि मूल्य निर्धारण तंत्र से आप कितने खुश हैं या उन प्रस्तावों से जो हम प्रदान करते हैं तो आप मूल रूप से केवल एक नंबर सही कहने के लिए कहते हैं पहले प्रश्न 5 के लिए हो सकता है दूसरा सवाल शायद 7 के लिए तीसरे सवाल के लिए शायद यह 1 है इसलिए एक समय में केवल एक प्रश्न याद रखना होगा व्यक्तिगत प्रश्नावली वास्तव में दोनों के लिए की जा सकती है ताकि आप इस तरह की रैंकिंग कर सकें इसलिए व्यक्तिगत रूप से इसका सबसे अधिक फायदा है या आप भी ऐसा कर सकते हैं जैसे आपने यहां किया था क्योंकि यद्यपि मेल समान दिखता है लेकिन मेल का एक नुकसान यह है कि आप वहां नहीं हैं संग्रह विधि को जानें क्योंकि आपकी मौजूदगी के सामने एक शोधकर्ता प्रस्तुत करता है जो प्रतिवादी को कभी कभी प्रक्रिया या प्रश्न के अर्थ को समझाने में मदद करता है व्यक्तिगत प्रश्न सामग्री को ठीक से निर्धारित करें इसलिए कृपया यहाँ कुछ चीजें हैं जैसे कि अस्पष्ट प्रश्न नहीं पूछना है यह प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए सबसे पहले पता करें कि क्या प्रश्न आवश्यक है अब कुछ चीजें हैं जो लोग दोतरफा सवाल पूछते हैं जैसे यह गर्म और स्वादिष्ट है क्या यह ठंडा और स्वादिष्ट है क्या यह अच्छा है और आप जानते हैं अब ये दो अलग सवाल हैं पर एक ही सवाल में कहा जा रहा है यदि प्रतिवादी उत्तर देना चाहता है तो आप कैसे जानते हैं कि उसने जो उत्तर दिया है वह गर्म के लिए उत्तर दिया गया है क्या उसने स्वादिष्ट के लिए उत्तर दिया है क्या उसने अच्छे के लिए उत्तर दिया है उसने क्या उत्तर दिया है तो कृपया इस तरह के सवाल न पूछें अब आप देख सकते हैं कि छाता अनावश्यक था तो आपके पास क्यों थाकम से कम छाता होने की पृष्ठभूमि में एक बारिश है लेकिन लगता है कि बस उसने पूर्वानुमान के बारे में सीखा था और वह छाता लेकर आयाऔर अब वह कहता है बारिश बिल्कुल नहीं है इसलिए कभी कभी अनावश्यक प्रश्न नहीं करना चाहिए अनावश्यक प्रश्न न पूछें उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए उदाहरण के लिए एक के बजाय कई प्रश्नों की आवश्यकता है यह वही है जो मैं दोतरफा सवाल कह रहा था सवाल है क्या आपको लगता है कि कोको कोला एक स्वादिष्ट और ताज़ा शीतल पेय है वह स्वादिष्ट या ताज़ा जवाब देने वाला है क्या आपको लगता है कि कोको कोला एक स्वादिष्ट शीतल पेय है साथ ही एक और सवाल आपको लगता है कि कोको कोला एक ताज़ा पेय है अब इसके साथ समस्या हो सकती है ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि वे इसे क्लब करना चाहते हैं ताकि इसकी प्रश्न संख्या कम हो जाए लेकिन आपका उद्देश्य केवल उस प्रश्न को कम करना नहीं है आपका उद्देश्य है सही परिणाम प्राप्त करना तो अधिकार पाने के लिए हो सकता है कि आप इस तरह से हो यदि यह बहुत लंबा हो रहा है एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको छोड़ना पड़ सकता है लेकिन तब यह एकमात्र तरीका है जिसे आप कर सकते हैं क्योंकि यदि आप इसे क्लब करते हैं तो यह पूरी तरह से गलत हो रहा है असमर्थता और अनिच्छा पर काबू पाने प्रश्नदाताओं को यह नहीं मानना चाहिए कि उत्तरदाता सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दे सकते हैं इसलिए दो चीजें हैं कि उत्तरदाता शायद जवाब देने में सक्षम न हो या वह तैयार न हो मान लीजिए आप एक किसान से पूछते हैं कि भारत की खेती नीतियों या किसी देश की कृषि नीतियों के बारे में उसकी क्या राय है मान लीजिए कि वह शिक्षित है जो कि बहुत दुर्लभ है तो ठीक है लेकिन मान लें कि वह शिक्षित नहीं है तो वह आपके प्रश्न को नहीं समझता है कि वह उत्तर देने में सक्षम नहीं हो सकता है हालांकि वह उस पार्टी में है जो प्रभावित है इसी तरह उदाहरण के लिए अनिच्छा मान लीजिए कि आप बहुत व्यक्तिगत मामलों के बारे में पूछते हैं उदाहरण के लिए सेक्स गर्भनिरोधक आप इसका उपयोग करते हैं इसलिए ये ऐसे सवाल हैं जहां लोग बहुत असहज महसूस कर रहे हैं तो प्रश्नावली इस तरह के प्रश्नों के लिए डेटा एकत्र करने का सही तरीका नहीं हो सकता है और यदि आप यह करना चाहते हैं कि एक तरीका है जिससे आपको यह सोचना होगा कि प्रश्न को कैसे पूछा जाए उत्तर देने में असमर्थता पर काबू पाने के लिए प्रतिवादी को सूचित किया जाता है क्या वह इसके बारे में जानता है उन स्थितियों में जहां सभी उत्तरदाताओं को ब्याज फिल्टर के विषय के बारे में सूचित करने की संभावना नहीं है परिचित होने और अतीत के अनुभव को मापने वाले प्रश्नों को खोलने से पहले पूछा जाना चाहिए इसका मतलब है कि यदि आप किसान से किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो पहले अतीत में उसके अधिकार में जो विकृत चीजें हुई हैं उसकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछें एक पता नहीं विकल्प प्रतिक्रिया की दर को कम किए बिना बिना सूचना के प्रतिक्रियाओं को कम करने के लिए प्रकट होता है मान लीजिए आप किसी प्रश्न के साथ जा रहे हैं और किसी से पूछ रहे हैं और वह कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया है क्योंकि मैं कभी इसका हिस्सा नहीं रहा मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता फिर आप नमूने का दौरा कर रहे हैं या नमूने पर जा रहे हैं जो प्रतिवादी खुद को अनावश्यक कहता है अब इस पर गौर करें आप कितने गैलन शीतल पेय का सेवन करते हैं क्या पिछले चार हफ्तों के दौरान आपने उपभोग किया है क्या आप प्रतिवादी को याद रखने की उम्मीद करते हैं यदि आप सोच रहे हैं तो कृपया यह सबसे बड़ी गलती है जो हम कर रहे हैं सबसे बड़ी गलती है प्रतिवादी को याद रखने की अपेक्षा करें प्रतिवादी से अपेक्षा न करें कि वह सब कुछ समझ सकता है प्रतिवादी एक उपभोक्ता की तरह है और शोधकर्ता एक निर्माण की तरह है यह एक निर्माण हैजिसके पास या विक्रेता को उपभोक्ता की समस्या को समझना होगा उपभोक्ता नहीं है बल्कि आप यह पूछ सकते हैं कि एक सप्ताह में एक बार से कम बार आप सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन कितनी बार करते हैं सप्ताह में 1 से 3 बार 4 से तो उसे याद नहीं है वह आपको बहुत करीब से जवाब दे सकता है आर्टिक्यूलेशन एक और मुद्दा बन जाता है इसलिए कभी कभी आर्टिक्यूलेशन उदाहरण के लिए बच्चों के लिए एक समस्या बन जाता है कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भले ही आपको निरंतर पैमाने के बारे में बात की जाती है इसलिए जहां हम आपसे उन्हें लंबाई देने के लिए कह रहे हैं उदाहरण के लिए यह पूरी लंबाई बहुत बड़ी से बहुत कम या कुछ और है जहां है आपको लगता है कि यह अब एक आरेखीय प्रतिनिधित्व में झूठ बोलना चाहिए यहाँ कहीं भी कहना बहुत आसान है इसलिए जब आप इसे स्वचालित रूप से करते हैं तो यह आसान हो जाता है इसलिए प्रतिवादी को सहायता दी जानी चाहिए जैसे कि चित्र उदाहरण के नक्शे के लिए उपमाएं प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करने में मदद करने के लिए विवरण है कुछ समय के लिए अनिच्छुक हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था ठीक है क्योंकि बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता है स्थिति या संदर्भ प्रकटीकरण के लिए उचित नहीं लग सकता है अनुरोधित जानकारी स्पष्ट है या जानकारी के लिए वैध उद्देश्य की आवश्यकता है अनुरोध संवेदनशील है तो ऐसे मामलों में उत्तरदाताओं को शोधकर्ताओं के बारे में सोचना पड़ता है दूसरा तरीका सूचना को सही तरीके से इकट्ठा करने का कोई और तरीका तब आप अनिच्छा पर काबू पाते हैं अब कृपया उन सभी विभागों को सूचीबद्ध करें जिनसे आपने सबसे हाल ही में माल खरीदा है एक डिपार्टमेंटल स्टोर में खरीदारी की यात्रा अब यहाँ उत्तरदाता उत्तर देने को तैयार नहीं हो सकता है सही है क्योंकि आपने उनसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है बल्कि अब इस सवाल को बदल दें कि क्या आप महिलाओं के परिधानों के लिए कह रहे हैं कि आप पुरुषों के परिधान के लिए कहां गए थे बच्चों के परिधान आप कहाँ गए थे सौंदर्य प्रसाधन आप कहाँ गए थे अब यह कम है कम से कम वह सही हो सकता है या वह कम से कम आपको जवाब दे सकता है क्योंकि आपने उससे नहीं पूछा है यहाँ आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि वह सभी बातों को सही लिख दे उपयुक्त प्रश्नों में भी वे उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हैं उत्तरदाता को पसंद नहीं हो सकता है इसलिए शोधकर्ताओं को जानकारी के लिए अनुरोध के संदर्भ में हेरफेर करना चाहिए जो उचित लगता है यह पूरी तरह से एक कला है अब शोधकर्ता को एक ही चीज़ को ढंग से संबोधित करने की ज़रूरत है जो कि अधिक दिलचस्प आसान और दिखती है उत्तरदाताओं का एक हिस्सा होने की इच्छा बढ़ जाती है और आपको यह कैसे करना है यही कारण है कि मैंने सत्र की शुरुआत में कहा कि मैंने एक मामले में प्रश्नावली बनाने के लिए 17 बार का समय लिया कारण यह नहीं है कि मुझे प्रश्न समझ में नहीं आता है लेकिन मेरा प्रश्न कहां तक उचित है उस प्रतिवादी को जिसे देखना है उसके लिए सही है यह बताते हुए कि डेटा की आवश्यकता क्यों है यह जानकारी के लिए अनुरोध को वैध बना सकता है उदाहरण इसलिए यदि आप कहते हैं कि इस जानकारी का उपयोग महिलाओं के सुधार के लिए कहा जाएगा आइए महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में कुछ संवेदनशील जानकारी दें ताकि वे बाल देखभाल modality बाल modality माताओं modality child care modality child modality mothers modality और यह सब अधिकार को कम कर सकें तब शायद लोग ज्यादा जवाब देने के लिए इच्छा दिखाते हैं अब हम देखते हैं कि उत्तरदाताओं की इच्छा को कैसे बेहतर बनाया जाए यह एक बात है बहुत महत्वपूर्ण अधिकार तीसरे व्यक्ति की तकनीक में सवाल पूछें याद रखने योग्य तकनीकें जो मैंने पहले बताई हैं अगर आप मुझसे तीसरा पूछें तो व्यक्ति को समझाना आसान हो जाता है और क्योंकि उसे लगता कि यह उसके लिए सही है इसलिए ऐसी स्थिति में जब वह बहुत कुछ देता है सही उत्तर आपको सही लगता है लेकिन यह वास्तव में उसकी प्रेरणा और विश्वास के अलावा कुछ नहीं है अन्य प्रश्नों के समूह में प्रश्न कभी कभी आपको प्रश्न को दूसरे में बदलना छिपाना होगा एक समूह में ताकि उत्तरदाताओं को पता न चले कि यह बहुत अलग है या आप कह सकते हैं उसे जवाब देना मुश्किल नहीं लगता इसलिए वह शायद आपको कभी कभी मिल जाएगा एक शब्द का उपयोग करें यह प्रतिवादी को भ्रमित करने का एक तरीका है कि वह उत्तर जो मैं किसी विशेष से चाहता हूं सवाल है कि हालांकि मैं इसे हटा रहा हूं मैं इसे कुछ और के साथ मिला रहा हूं जहां वह नहीं है समझें कि वास्तव में क्या पूछा जा रहा है तो तकनीक का उपयोग किया जा रहा है इनको प्रच्छन्न तकनीक कहा जाता है प्रतिक्रिया दें विशिष्ट आंकड़े मांगने के बजाय श्रेणियां विशिष्ट आंकड़े न पूछें यह बहुत होगा एक प्रतिवादी के लिए मुश्किल है बल्कि इसे उदाहरण के लिए एक श्रेणी दें उदाहरण के लिए वर्ग अंतराल या कुछ सही एक सीमा में हमें 20 से 30 आयु समूह के लिए उदाहरण के लिए 30 से 40 31 से 40 41 कहते है 50 तक तो आप जो भी अंतराल देते हैं वह सरल हो जाता है सवालों की संरचना जैसा बहुविकल्पी प्रश्न कह रहा था यदि आप कर रहे हैं द्विभाजित प्रश्नों का उपयोग करते हुए आपको यह देखना होगा कि प्रश्न की संरचना क्या है मैंने यह भी कहा कि पहले श्रेणीबद्ध प्रश्न या द्विगुणित प्रश्न बहुत कठिन हैं एक बहुत ही कम व्याख्या शक्ति हैं लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न के विकल्प हैं इसलिए सभी संभव पसंद का सेट शामिल है और इसी तरह व्यक्ति के लिए उन विकल्पों में से एक को चुनना आसान हो जाता है जिन्हें आप जानते हैं तो ये कुछ अन्य तकनीकें हैं जो प्रतिक्रिया विकल्प में उपयोग की जाती हैं कम करने के लिए एक से अधिक प्रश्नों का उपयोग करने पर विचार करना अब उदाहरण के लिए बताएं कि क्या आपके पास बड़ी संख्या में प्रश्न है जो आप पूछ सकते हैं और उन्हें केवल एक तरह के पैमाने की आवश्यकता होती है हम कहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उन्हें एक साथ क्लब कर सकते हैं और उन सभी को एक साथ ला सकते हैं बिंदु और उन्हें अलग अलग प्रश्नों के रूप में स्वतंत्र रूप से न पूछें ताकि अनावश्यक रूप से प्रतिवादी पर भार कम हो अब यह सवाल है जो कहता है कि क्या आप अगले छह महीनों के भीतर एक नई कार खरीदने का इरादा रखते हैं पेशा क्या है आपका पसंदीदा राजनीतिक आंकड़ा क्या है अब मैं कह रहा हूं कि यह एक ओपन एंडेड प्रश्न है ओपन एंडेड प्रश्न का अपना मूल्य है और जो असंरचित प्रश्न हैं उनका अपना मूल्य है क्योंकि शोधकर्ता कई बार ठीक से नहीं कर पाते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर समझें या प्राप्त करें ताकि उन स्थितियों से आप एक खुला उपयोग कर सकें ओपन एंडेड प्रश्न को सही से जानें अन्य सभी पास हैं कई विकल्प समाप्त हो गए हैं द्विविभाजन वे सभी बहुविकल्पी हैं या आपको पता है कि समाप्त हो गया है लेकिन ये सब एक ओपन एंडेड प्रश्न हैइसलिए अपनी राय लिखने के लिए स्वतंत्र है तो ये संरचित प्रश्न हैं यह संरचित प्रश्न है जो वह कहता है यह निर्धारित करता है प्रतिक्रिया विकल्प और प्रतिक्रिया स्वरूप एक संरचना एकाधिक विकल्प हो सकती है बस द्विदलीय या एक पैमाना बहुविकल्पी प्रश्न एक उदाहरण है निश्चित रूप से मैं नहीं खरीदूंगा शायद नहीं खरीदूंगा अनिर्णीत शायद खरीद लेंगे निश्चित रूप से खरीद लेंगे Dichotomous आप अगले छह महीनों के भीतर एक नई कार खरीदने का इरादा करेंगे हाँ नहीं उदाहरण के लिए नहीं जानते तो द्विबीजपत्र मूल रूप से दो option है हां या नहीं पता नहीं यहां नहीं रखा जाना चाहिए हमें मूल रूप से हटा देना चाहिए जैसा कि मैंने कहा था कि ये शब्द सामान्य शब्दों को देखते हैं अब इस मुद्दे को परिभाषित करें कि कौन क्या कहाँ कब क्यों और किस तरह से सही है आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शैम्पू का ब्रांड क्या है अधिक कठिन है जब कि उस व्यक्ति से पूछा कि कौन से ब्रांड का शैम्पू आपने पिछले महीने के दौरान घर पर व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया है यह अधिक सरल है क्योंकि व्यक्ति ठीक ठीक कह सकता है कि घर पर क्या हो रहा है प्रतिवादी शैम्पू का ब्रांड जो अब शैम्पू का ब्रांड है जब स्पष्ट नहीं होता हैअस्पष्ट है इसलिए उस प्रश्न में समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है ताकि गलती यह देख सके समय सीमा सही नहीं बताई गई थी इसलिए घर पर जिम में सड़क पर वे किसी को नहीं लेते शैम्पू का उपयोग करता है लेकिन जिम में कम से कम या घर पर या कहीं और इसी तरह से इस लुक का इस्तेमाल आप करते हैं सोचें कि शीतल पेय का वितरण पर्याप्त है या अब हम इस प्रश्न को देखते हैं क्या आपको लगता है शीतल पेय आसानी से उपलब्ध है जब आप उन्हें खरीदना चाहते हैं इस अर्थ को समझें क्योंकि ऐसे लोग जिनके लिए यह गलत प्रश्न नहीं है लेकिन कभी कभी यह मुश्किल हो जाता है इसलिए केवल सरल शब्दों का उपयोग करें क्या आपको लगता है कि शीतल पेय आसानी से उपलब्ध होते हैं जब आप उन्हें सरलता खरीदना चाहते हैं एक ठेठ महीने में आप कितने कितनी बार खरीदारी करते हैं कभी कभी कभी कभी अब यह गलत क्यों है यह गलत है क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके लिए क्या अवसर है या हो सकता है मेरे लिए नियमितता समझने का एक तरीका है यह एक सापेक्ष चीज है इसलिए इसे पूछना बेहतर है एक बार के माध्यम से 1 या 2 बार 3 या 4 बार 4 से अधिक बार अब यह लीडिंग सवाल है कि कृपया लीडिंग सवालों से बचें देशभक्त अमेरिकी को आयातित ऑटोमोबाइल खरीदना चाहिए क्या आपको लगता है कि आयातित ऑटोमोबाइल जब वह अमेरिकी श्रम लगाएगा जो आपने पहले ही पक्षपात कर दिया है आपने अपना पूर्वाग्रह यहाँ दिया है तो इसके बजाय आपको क्या लगता है कि आयातित ऑटोमोबाइल खरीदना चाहिए अन्तर्निहित प्रश्न क्या आप एक संतुलित बजट के पक्ष में हैं कौन एक संतुलन बजट को पसंद नहीं करता है सवाल यह है कि क्या आप एक बैलेंस बजट के पक्ष में हैं अगर इसमें अभी भी व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि होगी तो सवाल यह है अगर यह अभी भी आयकर बढ़ाता है तो क्या आप इसके पक्ष में जाएंगे प्रश्नों का क्रम भी महत्वपूर्ण है जैसा कि मैंने कहा यदि कुछ बहुत कठिन हैं तो आप छिपा सकते हैं यह उन्हें कहीं न कहीं सरल के बीच में छिपा देता है हमेशा आसान और बुनियादी सवालों के साथ शुरू करें और अंत में जटिल रखें और कृपया यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रश्नों को कैसे बांटे इसलिए कभी कभी कुछ प्रश्नों का एक उप भाग होता है इसलिए यह बताने में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है वर्गीकरण के बाद सबसे पहले बुनियादी जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए और अंत में जानकारी की पहचान करता है तो इसका मतलब है कि यह कहता है मूल अध्ययन या वस्तुनिष्ठ अनुसंधान के बारे में आपको जो जानकारी चाहिए वह पहले ठीक से पूछी जानी चाहिए और अंत में आप आगे तक बढ़ सकते हैं संवेदनशील प्रश्नकठिन प्रश्न शर्मनाक प्रश्न जटिल प्रश्न को हमेशा अनुक्रम में आखिरी में रखा जाना चाहिए यह एक फ़नल दृष्टिकोण की तरह है सामान्य प्रश्न को विशिष्ट प्रश्नों से आगे रखा जाना चाहिए फ़नल का दृष्टिकोण बुनियादी सवालों की तरह है जो मैंने अभी भी आयन से पहले कहा था ठीक है क्या डिपार्टमेंट स्टोर चुनने में आपके लिए विचार महत्वपूर्ण हैं आप क्या जवाब देंगे एक डिपार्टमेंटल स्टोर का चयन करना कितना महत्वपूर्ण है तार्किक क्रम जैसा कि मैंने आपको हमारे स्वयं के मानव शरीर का उदाहरण दिया है प्रश्न शाखित कभी कभी जितना संभव हो उतना प्रश्न के करीब रखा जाना चाहिए शाखा मान लें कि एक उप भाग है तो यह मुख्य प्रश्न के ठीक पास होना चाहिए ब्रांचिंग का प्रश्न क्रम होना चाहिए ताकि उत्तरदाता अतिरिक्त जानकारी का अनुमान न लगा सके इसलिए फॉर्म लेआउट के लिए प्रश्न भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार मैंने विशेष रूप से देखा है बहुत बड़ी प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए उत्तरदाता तैयार नहीं हैं और यह बिल्कुल उत्तरदाता कि गलती नहीं है लेकिन शोधकर्ता गलती करते हैं क्योंकि शोधकर्ताओं को विभाजित करने में सक्षम होना चाहिए इस तरह से विषय है कि हमें भाग ए भाग बी भाग सी के लिए भागों में कहते हैं ताकि यह प्रकृति में अनन्य होना चाहिए यथासंभव अनन्य होना चाहिए तो क्या होता है प्रतिवादी भाग A में भर सकता है और बाद में भाग B पर वापस आ सकता है और भाग C हम देखते हैं कि यह आखिरी है इसलिए प्रश्न और कई हिस्सों को विभाजित करें जो मैंने अभी कहा है इसलिए प्रत्येक भाग होना चाहिए जब विशेष रूप से ब्रांचिंग प्रश्नों का उपयोग किया जाता है तब गिने जाते हैं यह सवाल मुझे होना चाहिए पूर्व कोडित अब मुझे पूर्व कोडित से क्या मतलब है मान लीजिए आपने पुरुष को 1 या महिला को 2 या कुछ और के रूप में दिया है जैसा कि इसलिए इन चीजों को पूर्व कोड किया जाना चाहिए क्योंकि अंत में जब आप फिटिंग कर रहे होते हैं इस डेटा को आप जानते हैं कि कुछ एक्सेल शीट या कहीं न कहीं यह आसान सही और होना चाहिए प्रश्न स्वयं क्रमबद्ध रूप से सही होने चाहिए अब यह अंतिम है हम एक मामले के रूप में लेंगे जो यहां हो रहा है उदाहरण के लिए यह हैं कुछ आपको दे रहा है कृपया केवल उत्तर के साथ संख्याओं की अनदेखी करें अमेरिकी वकील के अधिकार के सदस्यों के गोपनीय सर्वेक्षण के डाटा प्रोसेसिंग में हमारी मदद करें अब आप अमेरिकी वकील के एक विशिष्ट मुद्दे के माध्यम से पढ़ने या देखने में खर्च करते हैं यह एक ऐसा है आप पत्रिका को सही जानते हैं इसलिए वे कितना समय ले रहे हैं तो सब कुछ कोड किया गया है 123456 तो यह है कि यह कैसे जाता है एक उदाहरण है यह सही कहता है 30 मिनट से कम 1 30 से 59 मिनट 2 1 घंटे से I घंटे 29 मिनट है 3 है प्रश्नावली को फिर से प्रस्तुत करने का मतलब है कि आप अब कैसे करते हैं यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अंत में कई बार छात्रों को देखते हैं या के अंत में शोधकर्ता होते हैं वे स्वयं प्रश्नावली से भ्रमित हो जाते हैं इसलिए आपको एक पेशेवर होना चाहिए उपस्थिति पुस्तिका प्रारूप का उपयोग लंबे प्रश्नावली के लिए किया जाना चाहिए एक पुस्तिका प्रारूप होना चाहिए यह महत्वपूर्ण है कि सही रिक्ति होनी चाहिए जब भी आपके पास बड़ी संख्या में प्रश्न हैं तो ये समान हैं उत्तरदाताओं के पास है इसलिए आपको ग्रिड फॉर्म होना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए सवालों की भीड़ की प्रवृत्ति से बचा जाना चाहिए पूर्व परीक्षण में परीक्षण जो हम करते हैं वह मूल रूप से अध्ययन का परीक्षण करने से पहले हम अंतिम रूप से माप देने की कोशिश करते हैं आप जानते हैं कि इसका मतलब है कि हम पायलट परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं पायलट परीक्षण एक विचार है कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं या एक संभावित गलती है कि हम कर सकते हैं तो पूर्व परीक्षण में यह प्रश्नावली छोटे नमूना समूह को सही तरीके से जांचने में मदद करता है और यह मूल रूप से यह एक प्रोटोटाइप की तरह है प्रोटोटाइप में सब कुछ करता है ख्याल रखता है इसलिए और जब आप एक गलती पाते हैं तो आप अंत में एक के लिए इस गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं इसलिए सभी आवश्यक परिवर्तन हैं साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार किए जाते हैं साक्षात्कारकर्ताओं का उपयोग प्री टेस्ट के लिए किया जाता है यह विभिन्न छोटे नमूने हैं जिन्हें मैंने अभी लिया है इसलिए ये कुछ चीजें हैं जो आप करते हैं लेकिन कभी भी पूर्व परीक्षण या पायलट परीक्षण से बचें क्योंकि यदि आप पायलट परीक्षण से बचते हैं तो यह ऐसा होगा आप अप्रस्तुत हो रहे हैं और अंत में उस क्षण के अंत में जब आप गलतियाँ देखते हैं और बहुत बुरा लगता है धन्यवाद